तो हम यह चित्रण बनाकर शुरू करते हैं और हमने कहा कि या तापमान वितरण का हल q डॉट L वर्ग 2k गुणा 1 माइनस x वर्ग L वर्ग प्लस T2 माइनस T1 2 गुणा x L प्लस T1 प्लस T2 2 किया जाता है ठीक है तो यही समाधान है तापमान प्रोफाइल क्या होगा परवलयिक परवलयिक ठीक है क्या यह सममित होगा क्या यह नान सममितीय होगा यह नान सममित क्यों है क्योंकि तो यह असममित होगा मैक्सिमा कहाँ होगी क्या आप अनुमान लगा सकते हैं T1 के करीब ठीक है देखिए मेरा मतलब है कि वास्तव में जाने और प्लाटिंग रचे बिना कई सहज चीजें हैं जिन्हें आप प्रणाली को देखकर ही देख पाएंगे प्रणाली के इन सहज ज्ञान युक्त व्यवहारों को पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है तो आपके पास एक मैक्सिमा है आप जिस तरह के प्रोफाइल की उम्मीद करेंगे इस तरह के समाधान के लिए यह तापमान वितरण है अब मान लीजिए कि यदि T1 बराबर T2 के बराबर है तो मान लें कि सतह का तापमान ठीक है तब प्रोफ़ाइल सममित होगी ठीक है तो हमारे पास एक सममित प्रोफ़ाइल होनी चाहिए हमारे पास एक सममित तापमान प्रोफ़ाइल होगी और इसलिए समाधान T2 बराबर T1 होगा तो दूसरा पद गायब हो जाएगा और यह बस Ts होगा तो समाधान Tx बराबर q dot L वर्ग 2k गुणा 1 माइनस x वर्ग L वर्ग प्लस T होगा तो वह समाधान है जब 2 सतहों का तापमान या फिर सतह Ts के बराबर होती है अब यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है और वास्तव में अब मैं समझाऊंगा कि मैंने इस प्रकार की समन्वय प्रणाली को क्यों चुना तो यह समाधान उस समस्या का समाधान भी है जहां आपकी स्थिरोष्म सीमा है तो मान लें कि आपके पास एक स्लैब है जहां आपके पास 0 बराबर x पर एक स्थिरोष्म सीमा है यानी कोई ऊष्मा का नुकसान नहीं है या कोई ऊष्मा अन्तरण नहीं है x के बराबर 0 पर पूर्ण ऊष्मा अन्तरण 0 है तो दूसरी सीमा की स्थिति को याद रखें जिसकी हमने चर्चा की थी निरंतर प्रवाह जहां स्थिरांक 0 है कोई प्रवाह सीमा की स्थिति नहीं है यह इस समस्या का समाधान भी है और इसका कारण यह है कि यह एक समाधान है क्योंकि यदि आप के समाधान को देखते हैं माइनस L से प्लस L क्योंकि एक समाधान सममित है यह x के बराबर 0 प्रवाह पर सममित 0 है ठीक है उस स्थान पर dT dx 0 है और इसलिए इस समस्या का समाधान भी इस समस्या का समाधान है तो आपको समन्वय प्रणाली को फिर से परिभाषित करके और समस्या को देखकर एक और समस्या का समाधान फ्री में मिल गया यह एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसे आपको लेना है कोई भी प्रणाली जिसे आप देख रहे हैं आपको यह भी देखना होगा कि अपनी समन्वय प्रणाली को कैसे परिभाषित किया जाए ताकि आपका समाधान आपको सामान्य रूप से प्राप्त होने वाली तुलना में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला हो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आप इंजीनियरिंग की समस्याओं को हल कर रहे हैं एक समन्वय प्रणाली को सही तरीके से कैसे परिभाषित किया जाए ताकि आपको बहुत अच्छा मिल सके जो आपको सामान्य रूप से मिलता है उससे कहीं बेहतर अंतर्दृष्टि तो क्या हम यहां प्रतिरोध अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं क्या हम इस समस्या के प्रतिरोध को परिभाषित कर सकते हैं तुम क्या सोचते हो यदि तापमान समान नहीं हैं तो कुल तापमान में अंतर होता है उत्तर क्या है यह सही है जब आपके पास जनरेशन संबंध होता है यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आपके पास ऊष्मा जेनरेशन संबंध हो प्रतिरोध नेटवर्क की पूरी अवधारणा इस तथ्य पर टिका है कि प्रणाली के अंदर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा 0 है प्रणाली से कोई ऊष्मा उत्पन्न या ऊष्मा का नुकसान नहीं होता है जिसका अर्थ है कि प्रणाली से शुद्ध ऊष्मा अन्तरण दर स्थिर है जब आपके पास ऊष्मा उत्पन्न होती है तो प्रणाली में विभिन्न स्थानों पर शुद्ध ऊष्मा अन्तरण दर स्थिर नहीं होती है इसलिए इस अंतर को महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक प्रतिरोध नेटवर्क अवधारणा का उपयोग नहीं कर सकते हैं जब भी कोई ऊष्मा उत्पन्न होती है या एक हीट सिंक शब्द होता है जो प्रणाली में मौजूद होता है इसलिए हम प्रतिरोध अवधारणाओं का उपयोग नहीं कर सकते मुझे थर्मल प्रतिरोध नेटवर्क कहकर प्राप्त करनी चाहिए यदि नेट ऊष्मा अन्तरण दर स्थिर नहीं है और वास्तव में इसे महसूस करना मुश्किल नहीं है नेट ऊष्मा अन्तरण दर तापमान के पहले व्युत्पन्न पर निर्भर करती है ठीक है तो qx माइनस k A गुणा dT dx है तो अब यह स्थिति का एक फंगक्शन होने जा रहा है जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यह एक परवलयिक प्रणाली है और इसलिए पहला व्युत्पन्न स्थिति का एक फंगक्शन होने जा रहा है जिसका अर्थ है कि qx अब एक स्थितीय निर्भर मात्रा होने जा रहा है तो स्लैब के अंदर किसी भी स्थिति में ऊष्मा अन्तरण दर अब स्थिर नहीं है तो आपके पास एक ऐसी प्रणाली के बीच एक बड़ा अंतर है जहां कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है या ऊष्मा सिंक नहीं होती है बनाम उस प्रणाली में जहां ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा सिंक होती है इस भेद को समझना बहुत जरूरी है तो प्रतिरोध अवधारणा उस प्रणाली के लिए मान्य नहीं है जहां नेट ऊष्मा अन्तरण दर स्थिर नहीं है यदि यह स्थिति का एक फंगक्शन है तो आप प्रतिरोध नेटवर्क अवधारणा का उपयोग नहीं कर सकते तो हम क्या करें यदि हम प्रतिरोध नेटवर्क अवधारणा का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें हमें मूल वितरण से निपटना होगा इसलिए ध्यान दें कि जब हम प्रतिरोध नेटवर्क अवधारणा का उपयोग करते हैं तो जब तक हम प्रतिरोधों को जानते हैं तब तक हम तापमान के वितरण की परवाह नहीं करते हैं केवल प्रतिरोधों के आधार पर हम एक नेटवर्क के रूप में संपूर्ण ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होंगे और हम कुछ गुणों का पता लगाने में सक्षम होंगे लेकिन अगर हम नेटवर्क का उपयोग करके प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं तो हमें मूल समीकरण से ही निपटना होगा तो क्या यह एक पूर्ण विवरण है क्या हम तापमान प्रोफ़ाइल पा सकते हैं जरूर क्यों नहीं यदि हम q डॉट को जानते हैं तो क्या हम इसे सही पा सकते हैं इसलिए यदि q डॉट ज्ञात है तो हम तापमान प्रोफ़ाइल का वर्णन या पता लगा सकते हैं और दर आदि के संदर्भ में सभी गुणों को केवल पहला व्युत्पन्न लेकर पाया जा सकता है अब मान लीजिए कि हम नहीं जानते कि मान लीजिए कि हम नहीं जानते कि q डॉट क्या है तो हमें क्या करना चाहिए मान लीजिए कि हम नहीं जानते कि प्रति इकाई आयतन उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की नेट मात्रा क्या है तो हमें क्या करना चाहिए क्या यह अभी भी है क्या यह अभी भी एक हल करने योग्य समस्या है क्या हम अभी भी मात्रा निर्धारित कर सकते हैं तुम क्या सोचते हो क्या हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो अवलोकन है x बराबर 0 पर जब आपने x को 0 के बराबर कहा तो इस समीकरण पर कुछ सरलीकरण होता है ठीक है तो यदि q डॉट ज्ञात नहीं है तो हमें कुछ अन्य तापमान मापने में सक्षम होना चाहिए ठीक है इसलिए यदि q डॉट ज्ञात नहीं है तो हमें कम से कम किसी अन्य स्थान पर तापमान जानने की आवश्यकता है तो हम कहते हैं कि हम जानते हैं कि यह कैसे करना है ठीक है अभ्यास में इसे जिस तरह से किया जाता है वह यह है कि तो थर्मोकपल नाम की कोई चीज होती है तो थर्मोकपल मूल रूप से एक तांबे का तार होता है जिसमें बहुत अधिक कान्डक्टिवटी होती है ताकि स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा को स्थानांतरित करने में लगने वाला समय स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा को मापने के लिए और तापमान को खोजने के लिए जा रहा है जो की अत्यंत छोटा हो तो यह एक तेज़ प्रतिक्रिया प्रणाली है और आप किसी स्थान पर थर्मोकपल लगाते हैं और फिर आप माप सकते हैं कि तापमान क्या है तो आप लैब कोर्स में बहुत सारे थर्मोकपल देखेंगे जो आप इस सेमेस्टर में करेंगे अधिकांश प्रयोगों में तापमान का कुछ माप होगा और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे थर्मोकपल विभिन्न दिशाओं में थर्मामीटर रीडर में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक डिजिटल थर्मामीटर रीडर है और आप थर्मोकपल को विभिन्न स्थानों से जाते हुए देखेंगे तो आप थर्मोकपल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मूल रूप से कुछ थर्मोकपल और उपयुक्त बिंदु में चिपके रहते हैं तो यह एक डिज़ाइन प्रश्न है मान लीजिए कि मुझे इसमें रहना है उपयुक्त बिंदु क्या है x पर 0 बराबर है तो हम x के बराबर 0 पर टिके रह सकते हैं और तापमान को मापें और हम कहते हैं कि अगर वह T 0 है तो T 0 प्रणाली के केंद्र में तापमान है स्लैब का केंद्र जिसे हम देख रहे हैं तो शून्य के बराबर x पर T q डॉट L वर्ग 2k प्लस Ts के अलावा और कुछ नहीं है तो यह स्पष्ट रूप से स्थिति का कार्य नहीं है ठीक है और इसलिए यहाँ से हम यह पता लगा सकते हैं कि q डॉट T 0 माइनस Ts 2k L वर्ग किया जाता है तो वह q डॉट है और इसे मूल समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर आप पाएंगे Tx जो कि T 0 माइनस Ts 2k L वर्ग गुणा L वर्ग 2k गुणा 1 माइनस x वर्ग L वर्ग प्लस Ts के बराबर है तो इसलिए यदि यह अ समान रूप से वितरित किया जाता है तो आपको यह जानना होगा कि स्लैब में q डॉट का वितरण क्या है और आप इसे अपने समीकरण में मान सकते हैं उदाहरण के लिए प्रश्न यह है कि यदि ऐसा होता है तो क्या होता है यदि q डॉट अ समान रूप से वितरित किया जाता है तो आप बस अपने मॉडल को फिर से लिख सकते हैं तो यदि q डॉट स्वयं स्थिति का एक कार्य है क्या होगा यदि q बिंदु स्थिति का एक कार्य है तो आप बस अपने मॉडल को फिर से लिख सकते हैं q डॉट स्थिति के एक फंगक्शन के रूप में और हल करें तो कोई बात नहीं होगी आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं इसलिए जब मैं q डॉट को स्थिर मानता हूं तो यह सामान्यीकरण के नुकसान के बिना पूरी तरह से होता है इसलिए यदि आप जानते हैं कि q डॉट का कार्य क्या है तो आप इसे रख सकते हैं और यदि यह हल करने योग्य है तो आप समीकरण को हल कर सकते हैं यदि यह नान रेखीय है तो कुछ प्रतिबंध हैं यदि यह रैखिक है तो आपको अधिकांश रैखिक प्रणाली को हल करने में सक्षम होना चाहिए तो Tx माइनस Ts हम व्यंजक को इस रूप में फिर से लिख सकते हैं माइनस Ts जो कि 1 माइनस x वर्ग L वर्ग के बराबर है तो समाधान के इस तरह के सुधार को कभी कभी समानता समाधान कहा जाता है जब हम एक ट्यूब में संवहन के बारे में बात करते हैं तो हम वास्तव में कुछ समानता समाधान देखेंगे एक ट्यूब में लैमिनार प्रवाह लेकिन अधिकतम मान या सममित तापमान का उपयोग करके और समाधान को स्केल करके इस प्रकार के प्रतिनिधित्व को कभी कभी समानता समाधान कहा जाता है ठीक इसलिए हम इसे कभी कभी देखेंगे लेकिन केवल ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रतिनिधित्व को समानता समाधान कहा जाता है तो यह अनुपात अब एक परवलयिक फंगक्शन होने जा रहा है और यह एक नान आयामी तापमान है तो ध्यान दें कि बाईं ओर की मात्रा नान आयामी है और इस तरह का नान आयामीकरण अक्सर कई इंजीनियरिंग प्रणालियों में किया जाता है और जब हम वास्तव में संवहन समस्याओं से निपटते हैं तो हम वास्तव में इस प्रकार के नान आयामीकरण का उपयोग करेंगे अब तक कोई सवाल ठीक है तो चलिए अगली समस्या पर चलते हैं तो आइए हम रेडियल प्रणाली या ऊष्मा पैदा करने वाले सिलेंडर को देखें तो आइए हम सिलेंडर का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ठोस सिलेंडर है और ऊष्मा है जो q डॉट की वॉल्यूमेट्रिक दर से उत्पन्न हो रही है जो कि वाट प्रति मीटर क्यूब में उत्पन्न हो रही है और यदि r0 उस सिलेंडर की त्रिज्या है और मान लें कि Ts सतह का तापमान है ठीक है तो कोई एक मॉडल लिख सकता है और यह बहुत आसान है जिस तरह से हमने k से पहले किया है और अगर हम मान लें कि यह 1 D प्रणाली है 1 D प्रणाली स्थिर अवस्था 1 D स्थिर अवस्था प्रणाली तब हम k गुणा 1 r d dr प्लस q डॉट बराबर 0 कह सकते हैं तो वह मॉडल है सीमा की शर्तें क्या हैं क्या आप प्रयत्न करना चाहोगे Student T पर r बराबर r0 जो Ts के बराबर है और अन्य सीमा की स्थिति के बारे में क्या यह एक 2 बिंदु सीमा मान समस्या है ठीक है तो dT dr पर r बराबर 0 है ठीक है कोई प्रवाह नहीं 0 के बराबर r पर कोई प्रवाह क्यों नहीं है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक समरूपता है जो एक प्राकृतिक प्रणाली में मौजूद है तो यह समरूपता इस शर्त को लागू करती है कि dT dr बराबर 0 पर r बराबर 0 है ठीक है तो मैं फिर से यहाँ इस समस्या को हल नहीं करने जा रहा हूँ इस समीकरण को यहाँ हल करें तो समाधान यह है कि T r माइनस q डॉट 4 k गुणा r वर्ग प्लस Ts q डॉट r0 वर्ग 4 k है और हम बस q डॉट 4 k गुणा r0 वर्ग 1 माइनस r r0 वर्ग प्लस Ts के रूप में फिर से लिख सकते हैं इसलिए एक बार फिर यदि हम उसी स्केलिंग का परिचय देते हैं जो हमने पहले किया था जैसे कि मध्य बिंदु तापमान आदि को देखना तो मान लीजिए कि हम जानते हैं कि मध्य बिंदु तापमान क्या है तो T0 द्वारा दिया गया q डॉट r0 वर्ग 4 k प्लस Ts है तो वह तापमान मध्य बिंदु पर है और इसलिए q बिंदु द्वारा दिया गया T0 माइनस Ts गुणा 4 k r0 वर्ग है तो यह ठीक वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था और हम इसे तापमान वितरण में स्थानापन्न कर सकते हैं और हम पाएंगे कि T r बराबर T0 माइनस Ts 4 k r0 वर्ग गुणा r0 वर्ग 4 k उफ़ मुझसे कोई गलती हो गई क्य हाँ यह दूसरा तरीका होना चाहिए 4 k r0 वर्ग तो T0 माइनस Ts गुणा 4k r0 वर्ग गुणा r0 वर्ग 4 k गुणा 1 माइनस r r0 वर्ग प्लस Ts तो हम इसे फिर से लिख सकते हैं क्योंकि Tr माइनस Ts 1 माइनस r r0 पूरे वर्ग के बराबर होता है तो वह तापमान प्रोफ़ाइल है और एक बार फिर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तापमान ऊष्मा अन्तरण दर रेडियल स्थिति का एक फंगक्शन है तो यह अब स्थिर नहीं है इसके विपरीत जो हमने रेडियल प्रणाली में देखा बिना ऊष्मा उत्पादन के हमने देखा कि ऊष्मा अन्तरण दर स्थिर है हालांकि जब उत्पादन होता है तो ऊष्मा अन्तरण दर स्थिर नहीं होती है तो जो कुछ भी आप सहज रूप से अनुमान लगाएंगे या जो कुछ भी आप सहज रूप से पहचान लेंगे वह कुछ ऐसा है जो समीकरण से बाहर हो जाएगा यदि यह बाहर नहीं आता है तो आपने जो अंतर्ज्ञान किया है वह सबसे अधिक गलत है या मॉडल समीकरण गलत है इन दोनों में से कोई भी तो जब भी आप इस पाठ्यक्रम के लिए और किसी अन्य इंजीनियरिंग प्रणाली के लिए समस्या समाधान की चीजों में किसी भी समस्या को देखते हैं तो आपको इन 2 चीजों को देखना होगा आपको पहले सहज करना होगा और फिर आप मॉडल समीकरण लिखेंगे